प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपका स्वागत है तो यह इस पाठ्यक्रम की अंतिम थ्योरी कक्षा है यहां हम प्लांट डेवलपमेंट के दौरान सेल सेल कम्युनिकेशन का अध्ययन करने जा रहे हैं तो यदि आप शुरुआती व्याख्यानों को याद कर सकते हैं जहां हमने चर्चा की है कि पौधे की वृद्धि और विकास के मामले में बड़े पैमाने पर सेल से सेल कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है क्योंकि पौधे में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं एक यह है कि पौधे प्रकृति में सेसाइल हैं जिसका अर्थ है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं दूसरी चीज यह है कि उनके पास सेल वॉल के माध्यम से बहुत कसकर चिपके हुए सेल हैं तो वहाँ दो कोशिकाओं के बीच बहुत कठोर सेल वॉल मौजूद हैं इसीलिए प्लास्टिक वृद्धि और विकास होना जरूरी है और इन मामलों में सेल से सेल कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सेल की स्थिति संबंधी जानकारी अनिवार्य रूप से एक विशेष टिशू में एक सेल द्वारा उचित डेवलपमेंटल पहचान लेने में मदद करती है तो दो प्रमुख रास्ते हैं जिनके माध्यम से सेल पड़ोसी सेल से एक दूसरे के साथ कम्यूनकेट करते हैं एक पेप्टाइड आधारित सिग्नलिंग या रिसेप्टर आधारित सिग्नलिंग में है आपने पिछली कक्षाओं में कुछ उदाहरणों का अध्ययन किया है रिसेप्टर और लिगेंड मध्यस्थता सिग्नलिंग के लिए क्लासिक और सबसे अच्छा अध्ययन किया गया उदाहरण शूट एपिकॅल मेरिस्टेम के मेन्टनन्स में WUSCHEL और CLAVATA सिग्नलिंग है और रूट एपिकॅल मेरिस्टेम में WOX5 और CLAVATA40 सिग्नलिंग तो यह सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है कि शूट एपिकॅल मेरिस्टेम में CLAVATA1 और CLAVATA2 ये रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करते हैं और फिर CLAVATA3 एक सिग्नलिंग प्रोटीन है जिसे सिग्नलिंग इनीशिएट करने के लिए इस रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल द्वारा प्राप्त किया जा रहा है दूसरी ओर यदि आपने रूट मेरिस्टेम का उदाहरण लिया है तो यहां CLAVATA40 सिग्नलिंग अणु है और इसे ACR4 द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह सिग्नलिंग इनीशिएट करता है दूसरी ओर रिसेप्टर मध्यस्थता सिग्नलिंग का एक और बहुत अच्छा उदाहरण CLE41 और TDR मध्यस्थता सिग्नलिंग है तो CLE41 फ्लोएम कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है लेकिन रिसेप्टर TDR प्रोकैम्बियम कोशिकाओं में मौजूद होता है फ्लोएम के आगामी में अपनी स्थिति के आधार पर यह सिग्नल प्राप्त करता है और फिर प्रोकैम्बियम स्टेम सेल प्रसार जीन की अभिव्यक्ति को सक्रिय करता है जो कि WOX4 है और फिर यह प्रोकैम्बियम पहचान प्रदान करता है और इसकी स्टेम सेल प्रॉपर्टी सुनिश्चित करता है पेप्टाइड मध्यस्थता सिग्नलिंग के लिए अगला उदाहरण स्टोमेटा डिवेलॅप्मॅन्ट है पत्ती में स्टोमेटा बहुत विशेष संरचना है जो असममित सेल डिवीजन डिफ़र्इन्शीएशन और सममित सेल डिवीजन की प्रक्रिया के माध्यम से डिफ़र्इन्शीएट करता है तो अंततः यदि आपके पास एक पत्ती है तो आपके पास कुछ स्टोमेटा हैं और इस स्टोमेटा में आपके पास गार्ड कोशिकाएं हैं स्टोमेटा उत्पादन EPF1 और EPF2 और CHAL1 द्वारा दमित किया जाता है ये ERF रिसेप्टर्स द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो दो मेकॅनिज्म हैं एक रिसेप्टर मध्यस्थता मेकॅनिज्म है जो पहचान को दबाता है और एक अन्य सिग्नलिंग जो STOMAGEN है यह TMM आधारित सिग्नलिंग द्वारा प्राप्त की जाती है और यह स्टोमेटा गठन के अन्य नकारात्मक रिग्यलेटर को दबाकर उचित स्टोमेटा सुनिश्चित करता है रिसेप्टर मध्यस्थता सिग्नलिंग के अलावा एक बहुत मजबूत सिग्नलिंग जो प्लान्ट प्रणाली में विकसित हुई है वह सिंप्लास्टिक सेल से सेल कम्युनिकेशन है तो सिम्प्लास्टिक सेल से सेल कम्युनिकेशन दो कोशिकाओं के बीच एक नैनोपोर के माध्यम से होती है जिसे प्लास्मोडेस्माटा कहा जाता है तो पौधों में लगभग हर कोशिका इन नैनोपोर्स के माध्यम से जुड़ी होती है जिसे प्लास्मोडेस्माटा भी कहा जाता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच की ट्रैफिकिंग जो प्लास्मोडेमाटा के माध्यम से होती है अत्यधिक रेगुलेटेड होती है और प्लास्मोडेमाटा का आकार जिसे प्लास्मोडेमाटा की आकार अपवर्जन सीमा कहा जाता है जो बताता है कि कौन सा अणु प्लास्मोडेमाटा से गुजरेगा कौन अणु जो प्लास्मोडेमाटा से नहीं तो यह प्लास्मोडेस्माता की एक विशिष्ट संरचना है और अगर हम देखते हैं कि एक पॉलीसेकेराइड है जिसे कॉलोस कहा जाता है जिसे विशेष रूप से प्लास्मोडेसटाटा में संचित दिखाया गया है यदि आप इस संरचना को देखते हैं तो यह एपिडर्मिस है जिसे आप देख सकते हैं कि सेल वॉल में छोटी बिंदु जैसी संरचना हैं जो कॉलोस का स्थानीयकरण है पौधे में एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिका फ्लोएम कोशिका है फ्लोएम सेल में हमारे पास दो सेल प्रकार हैं कॅम्पैन्यॅन कोशिकाएं और सिव़ एल्इमॅन्ट और सिव़ एल्इमॅन्ट वह कोशिका है जो ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होती है और यह कोशिका ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होती है और इसीलिए इन दोनों कोशिकाओं के बीच की सेल वॉल में बहुत अधिक छिद्र होते हैं जिसे सिव़ पोर्स कहते हैं ये कोशिकाएं लगभग खाली होती हैं न्यूक्लियस डिग्रेडेड होता है ताकि ट्रांसपोर्ट बहुत कुशलता से हो सके लेकिन यदि आप इस सेल प्लेट को यहां देखते हैं तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में कॉलोस जमा होता है तो अनिवार्य रूप से ये सिव़ पोर्स विशेष प्लास्मोडेमाटा हैं तो यह प्लाज़्मास्मेटा की विशिष्ट संरचना है आपके पास सेल वॉल है फिर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बहुत सारे प्रोटीन हैं जो विशेष रूप से प्लास्मोडेमाटा से स्थानीयकृत हैं और अगर आप यहां देखें तो यह कॉलोस संचय की साइट है और कॉलोस की मात्रा मूल रूप से मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग या प्लास्मोड्समाता के आकार अपवर्जन सीमा को परिभाषित करती है यदि आपके पास उच्च मात्रा में कॉलोस है तो प्लाज़मोडासमाता की आकार अपवर्जन सीमा प्रतिबंधित है और फिर बहुत छोटे अणु प्लाज़्मास्मेटा के माध्यम से एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं दूसरी ओर यदि आपके पास एंजाइम है जिसे बीटा 13 ग्लूकेनेसbeta 13 glucanase कहा जाता है तो ये एंजाइम होते हैं जो कॉलोस को डिग्रेड कर सकते हैं इसलिए जब आपके पास प्लास्मोडेमाटा पर कॉलोस की मात्रा कम होती है तो प्लाज़मोडेसमाटा के छिद्र अधिक खुले होते हैं और फिर प्लाज़मोडासमाटा के माध्यम से मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग बहुत स्वतंत्र रूप से हो सकती है स्लाइड समय 0741 देखें और इन दिनों मोबाइल अणुओं की संख्या की पहचान की गई है तो बड़ी संख्या में प्रोटीन जैसे ट्रेन्स्क्रिप्शन फ़ैक्टर मैसेंजर आरएनए छोटे आरएनए उन्हें एक मोबाइल अणु के रूप में पहचाना गया है यह एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसलिए ये एक नॉन सेल ऑटोनॉमस तरीके से काम कर सकते हैं यदि आप कुछ प्रारंभिक अध्ययनों को देखते हैं तो आप भ्रूणजनन के दौरान प्लास्मोडेमाटा के माध्यम से सेल सेल संचार को पा सकते हैं यह एसटीएम प्रमोटर ड्राइविंग GFP है और यह फ्री GFP बहुत छोटा है जिसका अर्थ है कि एक बार GFP प्रोटीन संश्लेषित होने के बाद यह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता है और अगर आप STM प्रमोटर में अभिव्यक्ति चला रहे हैं तो STM आप याद करें कि यह एक मेरिस्टम विशिष्ट प्रमोटर है जो मूल रूप से यहां सक्रिय है यदि हम देखते हैं कि ग्रीन क्षेत्र एसटीएम प्रवर्तक गतिविधि है तो यहाँ या यहाँ हाइपोकोटिल क्षेत्र में हाइपोकोटिल क्षेत्र के नीचे और आप यहां क्या देख सकते हैं कि आप यहां फ्री GFP का उत्पादन करते हैं लेकिन आप हर जगह सिग्नल देखते हैं तो GFP इस एक पर स्वतंत्र रूप से घूम सकता है लेकिन अगर आप GFP के आकार में वृद्धि करते हैं तो मूल रूप से आप मोबाइल अणुओं का आकार बढ़ा रहे हैं जब आपके पास 1x है गतिशीलता बहुत स्वतंत्र रूप से है जब आपके पास 2x है तो गतिशीलता केवल इस डोमेन तक ही सीमित है अगर हमारे पास 3x है तो यह और प्रतिबंधित है एक और महत्वपूर्ण बात यदि आप MSG2 का उपयोग करते हैं तो MSG2 इस क्षेत्र के साथ साथ रूट प्राइमर्डिया में भी सक्रिय है और अगर हमने GFP का 2x लिया है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में माइग्रेशन या मूव़्मॅन्ट प्रतिबंधित है तो उसके आधार पर आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भ्रूणजनन के दौरान सभी क्षेत्र समान रूप से मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग की अनुमति नहीं दे रहे हैं सामान्य रूप से ट्रैफिकिंग के कुछ डोमेन हैं इन डोमेन को सिम्प्लास्टिक डोमेन कहा जाता है और इस प्रयोग के माध्यम से भ्रूणजनन के दौरान आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक सिम्प्लास्टिक डोमेन यहां है जहां मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग प्रतिबंधित है इसलिए यदि आपके पास यहां कुछ प्रोटीन व्यक्त किया गया है तो यह स्वतंत्र रूप से इस डोमेन में मूव़ करने में सक्षम नहीं है तो यह डोमेन एक अलग डोमेन है दूसरा सिम्प्लास्टिक डोमेन आप यहाँ देख सकते हैं तो यदि आप यहां कुछ व्यक्त करते हैं तो माइग्रेशन प्रतिबंधित तरीके से हो सकती है इसी तरह यदि आप यहां अणु व्यक्त करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डोमेन प्रतिबंधित है तो आपके पास यहाँ और यहाँ एक डोमेन हो सकता है लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में अपना फ्री GFP व्यक्त करते हैं तो पूरे क्षेत्र में माइग्रेशन अपेक्षाकृत अधिक फ्री होता है यही कारण है कि आप हर जगह वितरणदेख सकते हैं भ्रूण के प्रारंभिक चरण में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कुछ सिम्प्लास्टिक डोमेन हैं और ये डोमेन मूल रूप से भ्रूणजनन में अक्षीय और बेसल पैटर्निंग स्थापित करने में मदद करते हैं तो यह सुझाव देता है कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग का यह नियंत्रण सिम्प्लास्टिक डोमेन मूव़्मॅन्ट का नियंत्रण डेवलपमेंटल पैटर्निंग को परिभाषित करने में बहुत महत्वपूर्ण है इसी तरह यदि आप यहां देखते हैं तो यहां आप SUC3 प्रमोटर के तहत GFP चला रहे हैं SUC3 प्रमोटर मूल रूप से सस्पेंसर सेल विशिष्ट प्रमोटर है जिसका अर्थ है कि आप सस्पेंसर में व्यक्त कर रहे हैं लेकिन प्रारंभिक चरण में आप देख सकते हैं कि भ्रूण के एपिकल क्षेत्र में GFP के अणु मूव़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बाद में यदि आप देखते हैं तो GFP केवल सस्पेंसर में प्रतिबंधित है और यह ऊपरी क्षेत्र में मूव़ करने में सक्षम नहीं है दूसरी ओर यदि आप STM प्रमोटर लेते हैं और यहां GFP व्यक्त करते हैं तो यह स्वतंत्र रूप से एपिकल डोमेन में हर जगह मूव़ कर सकता है और सस्पेंसर डोमेन में थोड़ा जो बताता है कि इस डेवलपमेंटल के दौरान सिंप्लास्टिक कम्युनिकेशन को इस तरह से रेगुलेट किया जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में मूल रूप से ऊपर से नीचे का मूवमेंट और नीचे से ऊपर का मूवमेंट दोनों संभवत स्वतंत्र रूप से हो रही हैं या शायद कितने रेगुलेटेड नहीं हैं लेकिन थोड़े बाद के चरण में एपिक क्षेत्र से सस्पेन्सर क्षेत्र तक की मूव़्मॅन्ट अभी भी बहुत कम हो रही है लेकिन सस्पेंसर से लेकर एपिकल क्षेत्र तक यह मूव़्मॅन्ट बाधित या प्रतिबंधित है तो यह विभिन्न चरणों में अलग अलग सिम्प्लास्टिक डोमेन को परिभाषित करने में भी मदद करता है यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि जब इसे डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया में जाना होता है या इसे डेवलपमेंट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो यह डोमेन मूल रूप से कुछ रिग्यलटॉरी मेकॅनिज्म को एक बहुत ही निर्दिष्ट डोमेन में काम करने की अनुमति देता है उसी समय अन्य रिग्यलटॉरी मेकॅनिज्म को किसी अन्य निर्दिष्ट डोमेन में काम करने के लिए यह मॉलिक्यूलर मूवमेंट का एक और उदाहरण है जो सीपीसी प्रोटीन है तो यह रूट का एक क्रॉस सेक्शन है रुट में रुट हेयर होते हैं लेकिन रुट हेयर हर जगह नहीं बनते हैं तो कुछ एपिडर्मल कोशिकाओं में उनके पास हेयर बनाने की क्षमता है कुछ एपिडर्मल कोशिकाओं में हेयर बनाने की क्षमता नहीं होती है और रुट हेयर आने का एक पैटर्न है लेकिन अगर हम CPC की अभिव्यक्ति देखते हैं CPC उन कोशिकाओं में व्यक्त की जाती है जो नॉन हेयर एपिडर्मिस कोशिकाएं और संवहनी ऊतक हैं लेकिन प्रोटीन यदि हम CPC प्रोटीन को देखते हैं तो CPC प्रोटीन को एपिडर्मिस कोशिकाओं के न्यूक्लियस में स्थानीयकृत किया जाता है जो बालों के साथ साथ अन्य कोशिका के न्यूक्लियस को भी बना सकता है और यहां यह एक प्रोग्राम को सक्रिय करता है जो हेयर डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है तो रूट में रूट हेयर फॉरमेशन की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रोटीन का मूवमेंट या CPC का मूवमेंट एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक महत्वपूर्ण है यह उदाहरण आपने पिछली एक कक्षा में से देखा होगा जब हम जाइलम टिशू के पैटर्निंग पर चर्चा कर रहे थे और यहाँ क्या महत्वपूर्ण था तो यह Arabidopsis रूट का क्रॉस सेक्शन है यहां आपके पास एंडोडर्मिस है आपके पास पेराइकलिस है फिर आपके पास प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है और SHORTROOT प्रोटीन मूल रूप से यह जीन संवहनी ऊतकों और फिर प्रोटीन में व्यक्त किया जाता है SHORTROOT प्रोटीन संवहनी ऊतक से एंडोडर्मिस में मूव़ करता है यह एंडोडर्मिस है और एंडोडर्मिस में यह SHORTROOT प्रोटीन न्यूक्लियस में स्थानीयकृत हो जाता है SER के साथ मिलकर यह एक माइक्रो आरएनए 165 और 166 को सक्रिय करता है और यह माइक्रो आरएनए पीछे मूव़ करता है और पीछे मूव़ करते समय यह डिफ़्यूज़न् के पैटर्न का अनुसरण करता है और माइक्रो आरएनए का एक ग्रेड्यॅन्ट होता है जिसका अर्थ है कि कोशिकाओं प्रोटोजाइलम कोशिकाओं में माइक्रो आरएनए की उच्च मात्रा है मेटाजाइलम कोशिकाओं में माइक्रो आरएनए की कम मात्रा है और कोशिकाएं प्रोटोक्साइलम कोशिकाएं जिनमें उच्च मात्रा में माइक्रो आरएनए होते हैं उनमें HD ZIP प्रोटीन की कम मात्रा होती है जो माइक्रो आरएनए का टारगेट है और मेटा जाइलम कोशिकाएं जिनमें माइक्रो आरएनए की कम मात्रा होती है उनमें HD ZIP की मात्रा अधिक होती है और यह द्विदिशीय सिग्नलिंग HD ZIP प्रोटीन का एक ग्रेड्यॅन्ट सुनिश्चित करता है और प्रोटीन की मात्रा इस कोशिका को एक प्रोटोक्साइलम कोशिका पहचान के रूप में लेने में मदद करती है यह कोशिका एक मेटासाइलम कोशिका पहचान के रूप में लेकिन मेकॅनिज्म SHORTROOT प्रोटीन कैसे मूव़ कर रहा है माइक्रो आरएनए कैसे मूव़ कर रहा है तो यह इस अध्ययन के माध्यम से पहचाना गया था इस अध्ययन में कॉलस को मॉलिक्युलर् ट्रैफिकिंग का एक प्रमुख रेगुलेटर पाया गया यदि आप रूट टिप देखते हैं तो यह आपका कम्पेन्यन सेल है यह सिव एल्इमॅन्ट है तो कुछ भी अगर आप कम्पेन्यन सेल में रखते हैं क्योंकि कम्पेन्यन सेल और सिव कोशिकाओं के बीच एक मजबूत सिंप्लास्टिक सेल से सेल कम्युनिकेशन है और क्या होता है यदि आप कम्पेन्यन कोशिकाओं में GFP व्यक्त करते हैं यह GFP स्वतंत्र रूप से सिव एल्इमॅन्ट में प्रवेश कर सकता है सिव एल्इमॅन्ट के माध्यम से यह ट्रांसपोर्ट कर सकता है और आप देख सकते हैं कि यहां GFP सिग्नल आ रहा है तो GFP सिग्नल प्रमोटर यहां सक्रिय नहीं है प्रमोटर केवल कम्पेन्यन कोशिकाओं में है लेकिन GFP यहां मूव़ कर सकता है इसलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट यहाँ हो रहा है और तीन म्यूटेट की पहचान की गई है जहां रूट डिफेक्टिव थी ग्रोथ में डिफेक्ट था लेकिन उसी समय पर यदि आप उत्परिवर्ती फेनोटाइप को देखते हैं तो GFP का अनलोडिंग या फ्री GFP की मॉलिक्युलर् ट्रैफिकिंग को यहां दृढ़ता से इन्हेबिटेड किया गया था और जब इस जीन को मैप किया गया तो यह मूल रूप से एक कॉलोस बायोसिंथेसिस जीन था जो कि CAL3 है और यदि आप लोकलज़ेशन को देखते हैं तो यह प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ प्लास्मोडेमाटा के लिए लोकलाइज्ड है और फिर इस उत्परिवर्ती प्रोटीन का उपयोग सिस्टम डिवेलप करने के लिए किया गया था जिसका उपयोग यहां किया जा सकता है तो यह एक जेनेटिकली इंजिनियर्ड प्रणाली है जहां XVE जीन अगर आपको याद है कि इसका उपयोग इंड्यूसएबल अभिव्यक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है और यहाँ अगर आप इस उत्परिवर्ती प्रोटीन को क्लोन करते हैं तो यह उत्परिवर्ती प्रोटीन लाभ का फंक्शन म्यूटेशन है तो यह बहुत सक्रिय है और यह बड़ी मात्रा में कॉलोज़ बनाता है और फिर आप यहां एक प्रमोटर लगा सकते हैं और चूंकि इसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर है इसलिए आपके पास एक डबल इंडक्शन हो सकता है एक प्रमोटर आधारित अभिव्यक्ति है और दूसरा एस्ट्रैडियोल आधारित इंडक्शन है और अगर आप एक अलग प्रमोटर का उपयोग करते समय यहां देखते हैं तो यह प्रमोटर इस दो कोशिकाओं में सक्रिय है एक कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस कोशिकाएं हैं और जब आप यहां इस प्रमोटर को इन्दुस करते हैं तो आप बहुत अधिक मात्रा में कॉलोज़ देख सकते हैं यह नीला रंग एनीलाइन ब्लू स्टैनिंग है यह कॉलोज़ को दाग देता है आप बहुत अधिक मात्रा में कॉलोज़ संचय देख सकते हैं दूसरी ओर यदि आप प्रमोटर को बदलते हैं जो कि CRE1 प्रमोटर है तो यह प्रमोटर संवहनी ऊतक में सक्रिय है और यदि आप इस कॉलस सिंथेस जीन को इन्दुस करते हैं तो आप बहुत अधिक मात्रा में कॉलोज को जमा कर सकते हैं तो यह एक इंजीनियर निर्माण है जो सेल सेल संचार को समझने के लिए बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इस मेकॅनिज्म के माध्यम से आप विशेष रूप से प्लास्मोडेमाटा को अवरुद्ध कर सकते हैं और आप यह अध्ययन कर सकते हैं कि कोशिकाओं के बीच सेल से सेल संचार का क्या प्रभाव है और जब इस प्रणाली का उपयोग किया गया था उदाहरण के लिए यदि आप यहां APL1 देखें तो APL एक जीन है जो फ्लोएम कोशिकाओं में कम्पेन्यन और सिव एल्इमॅन्ट कोशिकाओं दोनों में व्यक्त होता है जब आप फ्लोएम कोशिकाओं के माध्यम से मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं और यदि आप रेडियो लेबल साइटोकिनिन को यहां लागू करते हैं और रूट टिप में साइटोकिनिन गतिविधि रेडियोएक्टिव गतिविधि को मापते हैं तो सामान्य स्थिति में आप एप्लीकेशन की साइट से रूट टिप तक अधिक मात्रा में साइटोकिनिन का ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं लेकिन जब आप फ्लोएम के माध्यम से मॉलिक्युलर् ट्रैफिकिंग को ब्लॉक करते हैंफ्लोएम में कॉलोस उत्प्रेरण करके आप क्या देखते हैं कि रूट टिप्स में लेबल साइटोकिनिन की मात्रा कम हो जाती है यह सुझाव देता है कि साइटोकिनिन फ्लोएम के माध्यम से मूव़ कर रहा है फिर यदि आप इस कन्स्ट्रक्ट का उपयोग यह अध्ययन करने के लिए करते हैं कि SHORTROOT प्रोटीन और माइक्रो आरएनए कैसे मूव़ कर रहे हैं जब आप CRE1 प्रमोटर का उपयोग करते हैं और कॉलोज़ सिंथेस जीन म्यूटेंट कॉलोज़ सिंथेस जीन ड्राइव करते हैं तो सामान्य स्थिति में SHORTROOT प्रोटीन मूल रूप से इस क्षेत्र में व्यक्त किए जाते हैं और फिर यह प्रोटीन एंडोडर्मिस की ओर मूव़कर रहा है और आप एंडोडर्मिस में देख सकते हैं यह न्यूक्लियस में स्थानीयकृत हो रहा है लेकिन जब आप CALLOSE जीन को इंड्यूज़ करते हैं एक अलग समय बिंदु अनिवार्य रूप से आप उन सभी प्लास्मोडेमाटा को ब्लॉक रहे हैं जो इस जंक्शन पर मौजूद हैं और जब आप इस प्लास्मोडेमाटा को ब्लॉक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि SHORTROOT प्रोटीन एंडोडर्मिस में प्रवेश नहीं कर सकते हैं यह एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जहां यदि आप एंडोडर्मिस में इस कन्स्ट्रक्ट का उपयोग करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब आप एंडोडर्मिस में व्यक्त करते हैं तो एंडोडर्मिस में बहुत अधिक मात्रा में कॉलोज़ उत्पन्न होता है और यह कॉलोस की उच्च मात्रा संवहनी ऊतक से एंडोडर्मिस तक SHORTROOT प्रोटीन के मूवमेंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर रही है यह एंडोडर्मिस है आप कोई सिग्नल नहीं देख सकते हैं जबकि यदि आप जंगली प्रकार देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि SHORTROOT प्रोटीन चल रहे हैं यह सुझाव देता है कि SHORTROOT प्रोटीन वास्तव में प्लास्मोडेस्माटा के माध्यम से चल रहे हैं इसी तरह जब आप एंडोडर्मिस में माइक्रो आरएनए व्यक्त करते हैं तो आप सामान्य स्थिति में देख सकते हैं माइक्रो आरएनएएस डिफ्यूज्ड हो रहे हैं और यह हर जगह फैल गया है लेकिन जब आप कॉलोज के माध्यम से ब्लॉक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अधिकांश माइक्रो आरएनए यहां प्रतिबंधित हो रहे हैं अन्य सिग्नल कम हो रहे हैं यह होम्योडोमैन जीन में प्रतिबिंबित होगा तो सामान्य स्थिति में आप देखते हैं कि होम्योडोमैन जीन ये बहुत प्रतिबंधित हैं क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक माइक्रो आरएनए कम होमोडोमैन जीन हैं इस क्षेत्र में कम माइक्रो आरएनए अधिक होम्योडोमैन जीन है लेकिन जब आप इंड्यूस करते हैं जब आप इंडोडर्मिस से माइक्रो आरएनए मूवमेंट को अवरुद्ध करते हैं तो आप देख सकते हैं कि होम्योडोमैन जीन हर जगह समान रूप से व्यक्त हो रहे हैं यह सुझाव देता है कि माइक्रो आरएनए वास्तव में प्लास्मोडेसमाटा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है सेल से सेल संचार लेटरल रूट डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए देखा गया है तो यदि आप लेटरल रूट डेवलपमेंट को देखते हैं तो ये विशिष्ट लेटरल रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं पिछली कुछ कक्षाओं में से आप पहले से ही देख चुके हैं जहां हमने लेटरल रूट प्राइमर्डिया इनिशीएशन और डेवलपमेंट के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया है और अगर आप बस SUC2 GFP चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ सिम्प्लास्टिक डोमेन हैं जो या तो बनाया जा रहा है या तो आप इस GFP का उपयोग OX1 प्रमोटर या SUC2 प्रमोटर के तहत कर रहे हैं तो यह बताता है कि सिम्प्लास्टिक डोमेन और लेटरल रूट डेवलपमेंट के बीच कुछ संबंध हो सकता है तो क्या लेटरल रूट डेवलपमेंट किसी प्रकार के सिम्प्लास्टिक डोमेन का अनुसरण करता है और यहाँ कॉलोज़ लोकलज़ेशन है तो यदि आप लेटरल रूट प्राइमर्डिया इनिशीएशन के शुरुआती चरण को देखते हैं तो यह बहुत प्रारंभिक चरण है आप देख सकते हैं कि कुछ कॉलोज़ हैं लेकिन बाद के चरण में आप देख सकते हैं कि यह जंगली प्रकार में यहाँ सेल वॉल तक ही सीमित है लेकिन अगर आपके पास म्यूटॅन्ट है तो यह म्यूटॅन्ट मूल रूप से एंजाइम में म्यूटॅन्ट है जो कॉलोज़ को डिग्रेड करने के लिए जिम्मेदार है इसलिए यदि आपके पास इस एंजाइम में डबल म्यूटॅन्ट है तो क्या होता है कि ओवरऑल कॉलोज स्तर उच्च होने वाला है क्योंकि जो एंजाइम डिग्रेड कर रहे हैं वह कम है और यही कारण है कि आप म्यूटॅन्ट में कॉलोज की उच्च मात्रा देख सकते हैं और अगर आप इस कॉलोस डिग्रेडिंग एंजाइम की अभिव्यक्ति पैटर्न को देखते हैं तो वे मूल रूप से लेटरल रूट प्राइमर्डिया के विभिन्न चरणों में व्यक्त किए जाते हैं और जब आपके पास म्यूटॅन्ट होता है जब आपके पास यह जीन नहीं होता है जिसका अर्थ है कि आपके पास उच्च मात्रा में कॉलोज़ होने वाला है तो आप देख सकते हैं कि लेटरल जड़ों का घनत्व बढ़ गया है तो यह सामान्य जंगली प्रकार है फिर सिंगल म्यूटॅन्ट सिंगल म्यूटॅन्ट आप देख सकते हैं कि लेटरल जड़ों का घनत्व काफी बढ़ गया है और जब आपके पास डबल म्यूटॅन्ट होता है तो यह और भी बेहतर होता है तो यह बताता है कि लेटरल रूट प्राइमर्डिया की संख्या को रेगुलेट करने में सिम्प्लास्टिक डोमेन में कॉलोज़ की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है फिर यदि आप इसे लेते हैं और बहुत विशेष रूप से जाइलम पोल पेरिकाइक्लिक सेल में कॉलोस व्यक्त करते हैं जो लेटरल रूट प्राइमर्डिया गठन के लिए जिम्मेदार है यदि आप यहां उच्च मात्रा में कॉलोज़ व्यक्त करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब आप कॉलोज़ इंड्यूस करते हैं तो आप लेटरल रूट प्राइमर्डिया की उच्च मात्रा देख सकते हैं घनत्व बढ़ जाता है यह एक साथ बताता है कि लेटरल रूट गठन को रेगुलेट करने में कॉलोज़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है यह FT का उदाहरण है अभी आपने पिछली कक्षा में देखा है कि FT पत्ती से शूट एपेक्स की ओर बढ़ रहा है तो सवाल यह था कि मूवमेंट की साइट क्या थी और साइट यहां प्लास्मोडेस्माटा है तो यह दिखाया गया है कि FT मूल रूप से फ्लोएम कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट किया जाता है या लोड किया जाता है फिर फ्लोएम के माध्यम से यह मूल रूप से एपेक्स पर जा रहा है और एपेक्स में यह फ्लोएम कोशिकाओं से रिलीज हो रहा है और कार्य कर रहा है शूट मेरिस्टेम में सिम्प्लास्टिक सेल कम्युनिकेशन भी महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए यदि आपको WUSCHEL और CLAVATA सिग्नलिंग याद है तो ऐसा होता है यह संकेत मूल रूप से नॉन सेल ऑटोनॉमस सिग्नलिंग का सुझाव देते हैं यदि आप WUSCHEL मैसेंजर RNA को देखते हैं तो WUSCHEL मैसेंजर RNA उस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में प्रतिबंधित है जो यहां मौजूद नहीं है लेकिन यह L1 और L2 लेयर में CLAVATA को सक्रिय करता है यह एक नॉन सेल ऑटोनॉमस सक्रियण है यह कैसे होता है जब आप WUSCHEL प्रोटीन की जांच करते हैं तो यह WUSCHEL प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी है आप देख सकते हैं कि प्रोटीन लगभग हर परत में मौजूद है जिसका अर्थ है कि मैसेंजर RNA प्रतिबंधित डोमेन में मौजूद है प्रोटीन दूसरे क्षेत्र में जा रहा है और इसीलिए यह कार्य कर रहा है यहां आप यह साबित कर सकते हैं कि यह प्लास्मोड्समाटा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है आप WUSCHEL प्रमोटर का उपयोग कर सकते हैं और WUSCHEL GFP सिग्नल को चला सकते हैं इस ट्रेन्ज़्लेशन फ्यूजन कंस्ट्रक्ट का उपयोग करके आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रोटीन यहाँ और साथ ही एल 1 और एल 2 लेयर में स्थानीयकृत हो रहा है लेकिन जब आप CLAVATA3 डोमेन में कॉलस म्यूटेंट चलाकर इस मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं CLAVATA3 अगर आपको याद है तो यह यहाँ है तो आप मूल रूप से इस क्षेत्र में उच्च मात्रा में कॉलोज़ का उत्पादन कर रहे हैं और फिर यदि आप यहाँ L1 परत और L2 को देखते हैं तो उन्हें WUSCHEL प्रोटीन वितरित नहीं मिलता है इससे पता चलता है कि पहली बात यह है कि WUSCHEL प्रोटीन चल रहा है और दूसरी बात यह है कि WUSCHEL प्रोटीन वास्तव में प्लास्मोडेसमाटा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और जब आप कॉलोज़ को ओवरप्रोड्यूस करके प्लास्मोडेमाटा को ब्लॉक करते हैं तो WUSCHEL प्रोटीन की उपस्थिति गायब हो जाती है तो इसके साथ हम यहां रुकेंगे तो इस कोर्स में हमने कुछ उदाहरण लेते हुए मूल रूप से सामान्य या पौधे के विकास का अवलोकन किया है